गुड मॉर्निंग हम पी एम इंटरैक्शन को देखना जारी रखते हैं हमने देखा की पी एम इंटरैक्शन कर्व मसोनरी की दीवारों के झुकाव को कैसे रिइंफोर्समसोनरी की दीवारे वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच के साथ भावों के सेट को विकसित किया जा सकता है और हमने इंटरैक्शन कर्व के लिए चार अलग अलग क्षेत्रों को देखा और मुख्य रूप से यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम मानते हैं कि मसोनरी क्रॉस सेक्शन का एक हिस्सा अखंडित है और फिर एक हिस्सा जहां मसोनरी क्रॉस सेक्शन खंडित है और यह क्षेत्र जहां मसोनरी वाला हिस्सा अखंडित है और एक बार जब वो खंडित होता है तो आप संतुलित अनुभाग तक पहुँचते हैं जो मसोनरी संकुचित दबाव को नियंत्रित करता है यह नियंत्रित हैं इससे परे आपके पास वह स्थिति है जहां इसे कम्प्रेशन से नियंत्रित किया जा सकता है या स्टील में अनुमेय तन्यता तनाव द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और इंटरेक्शन कर्व का वह हिस्सा जहाँ पर संतुलन खंड से परे दीवार में तनाव की स्थिति पर निर्भर करता है या तो आपको एक कम्प्रेशन नियंत्रित या तनाव नियंत्रित करना होगा तो यह इंटरेक्शन कर्व का वह भाग है जहाँ a आपको नहीं पता होगा कि तनाव नियंत्रण या कम्प्रेशन नियंत्रण कहां है तनाव के वितरण आवश्यक है जो इसे स्थापित करने में सक्षम हो तो आप देखेंगे कि डिज़ाइन के रूप में जहाँ तक एक पुनरावृत्ति दृष्टिकोण शुरू करने का कारण है मुख्य रूप से इस क्षेत्र के कारण है जहां आप पहले से नहीं जानते हैं कि क्या यह तनाव नियंत्रण या कम्प्रेशन नियंत्रण के कारण है यह इंटरेक्शन कर्व काम कर रहे तनाव दृष्टिकोण के लिए हैं यह इंटरेक्शन सर्फेस जांच करने के लिए है जो आपको काम के तनाव के दृष्टिकोण के साथ मिलेगी और इसकी तुलना इंटरेक्शन कर्व के साथ करे जो आपको लिमिट स्टेट एप्रोच के लिए मिलेगा तो लिमिट स्टेट एप्रोच वह है जिसे हम अब देखेंगे हमारे डिज़ाइन पूरी तरह से काम कर रहे तनाव दृष्टिकोण में है तो यह केवल एक अभ्यास हैं जिसे आप इंटरेक्शन कर्व के रूप में करेंगे इसलिए यदि आप लिमिट स्टेट एप्रोच को लोगे फिर यह उन भावों को सुधारने का प्रश्न है जिसमें चार अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ तक काम का तनाव दृष्टिकोण था यहाँ लिमिट स्टेट एप्रोच को देखते हुए हम उपभेदों के संबंध में अपने योगों को पूरी तरह से बना सकते हैं तो यदि आप लिमिट स्टेट एप्रोच को अपनाते हैं तो तनाव आधारित सूत्रीकरण आदर्श होगा तो आप देखेंगे कि सूत्रीकरण तनाव की धारणा पर क्रॉस सेक्शन में जो पी प्लस एम के इन प्लेन लोडिंग के तहत हैं पर आधारित है आपको एक अनुमान लगाने की आवश्यकता है आपको मसोनरी के क्रशिंग तनाव का अनुमान करने की आवश्यकता है अब आप कंक्रीट एप्सिलॉन क्यू में कुचल उपभेदों से परिचित हैं जो 0003 हैं 0003 आमतौर पर मसोनरी के लिए भी उपयोग किया जाता है तो यह एक ऐसा मूल्य है जिसे फिर से प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जाता है जो फ्लेक्सोरल कम्प्रेशन के तहत विफलता पर हैं तो मसोनरी का क्रशिंग तनाव 0003 की धारणा एक स्वीकार्य धारणा हैं और मसोनरी में गणना के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं अगर आपको क्रॉस सेक्शन याद है तो हमारे पास एक सममित रिइंफोर्समेन्ट का वितरण था व्यास के आधार पर जिन पट्टियों का उपयोग करना चाहते हैं और प्लेसमेंट इन को प्राथमिकता बनाना महत्वपूर्ण है और इसलिए आपने d i d 1 d 2 d 3 और d 4 के इन मूल्यों को स्थापित किया है जो कि स्टील रिइंफोर्समेन्ट बार संख्या 1 2 3 और 4 के केंद्र की दूरी एज फाइबर तक हैं फिर यह वास्तुशिल्प लेआउट दीवार के आयाम को सेट करने जा रहा है हैं हालाँकि ग्राउटेड मसोनरी का विन्यास चाहे वह पूरी तरह से grouted हो या आंशिक रूप से ग्राउटेड हो जहां आप स्टील रिइंफोर्समेन्ट रख रहे हैं आप पर निर्भर है परंतु महत्वपूर्ण रूप से वे मतभेद बनाते हैं वे आपके ज्योमेट्री के वास्तविक मूल्य में मतभेद लाएंगे इसलिए यह एक पुनरावृति प्रक्रिया होगी जिसमें स्टील के ले आउट को बदलना होगा बार व्यास और फिर डी 1 डी 2 डी 3 डी 4 के मान को देखें या स्टील रिइंफोर्समेन्ट स्थानों और आकार हैं इसलिए जहां तक लिमिट स्टेट एप्रोच हैं मूल्य जिनकी आपको आवश्यकता होती है क्रशिंग मसोनरी की शक्ति को fm की आवश्यकता होती है और फिर आपको स्टील की ताकत और मसोनरी में क्रशिंग तनाव की आवश्यकता होती है इससे पहले कम्प्रेशन में अनुमेय तनाव और अनुमेय तन्यता या स्टील में कम्प्रेसिव स्ट्रेस था और यहाँ हम मसोनरी और स्टील की ताकत के साथ काम करने जा रहे हैं इसलिए सूत्रीकरण उन चार क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक सरल है जो हमारे पास पहले थे और आपको लिमिट स्टेट एप्रोच में एक अधिक निरंतर पी एम इंटरेक्शन कर्व प्राप्त होता है क्योंकि पूरी तरह से उपभेदों में काम करना संभव है और उपभेदों को बढ़ाना और विभिन्न चरणों में तनाव अनुमान लगाना हैं जबकि हम पहले की स्थिति में तनावों से काम कर रहे हैलेकिन तब निरंतरता और तनाव की गारंटी नहीं दी जा सकती है जो आप खंडों को लेना शुरू करते हैं आपको खंडित अखंडित स्थिति के लिए संशोधन करना होगा और फिर एक बार फिर नियंत्रण स्टील अनुमेय तनाव से भी आता है इसलिए यहां पी एम इंटरैक्शन डायग्राम में सूत्रीकरण कहीं अधिक सरल है तो हम एक पल में टेबल पर आऐंगे आपको एक अनुमान लगाने की आवश्यकता है आपको तनाव की स्थिति से शुरू करना होगा और फिर एक्सेंट्रिसिटिज़ शुरू करने के लिए देखो कि वहाँ एक तनाव ढाल हैं इसलिए आप धारणा से शुरू करते हैं कि हम पूरे क्रॉस सेक्शन में क्रशिंग तनाव पर हैं तो पहला बिंदु शुद्ध कम्प्रेशन की स्थिति को देख रहा है पहला चरण शुद्ध कम्प्रेशन के चरण ε1 ε 2 ε 3 और ε 4 का हैं जो 4 बार के इसी उपभेदों का हैं और हम इसे उपभेदों की संगतता के कारण रख रहे हैं जोक्रशिंग कंक्रीट के तनाव के बराबर हैं तो उन सभी चार स्थानों पर 0003 मिले हैं आपकी इस स्तर पर क्षण क्षमता 0 है अक्षीय भार क्षमता दीवार में अधिकतम अक्षीय भार क्षमता हैं तो यह आपका शुरुआती बिंदु है इसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाने वाला अंकन c दीवार की संकुचित लंबाई है इस मामले में कंप्रेस्ड दीवार की संकुचित लंबाई पहला मामला जो है जिसका अर्थ है कि न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति जब आपके पास पूर्ण कम्प्रेशन होता है तो वह अनंत है तो न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति को बाद के चरणों में कम करते रहते हैं तो आप कैसे तैयार करते हैं पहले चरण में आप ε1 ε2 ε3 और ε4 का मान 0003 के रूप में है और इसी तनाव का आकलन कर रहे हैं और इसी कम्प्रेशन को Cs1 Cs2 Cs4 बार में परिणाम और कम्प्रेशन का आकलन मसोनरी द्वारा किया जाता हैं ΣP और ΣM इसी एक्सेंट्रिसिटीज़ के आधार पर प्राप्त करना है तो आप प्रत्येक स्थान पर तनाव का अनुमान कैसे लगाते हैं प्रत्येक स्थान पर तनाव संकुचित लंबाई c से संबंधित है c कंप्रेस्ड लंबाई है और L दीवार की कुल लंबाई है और d i किनारे के फाइबर से बार के क्रॉस सेक्शन के केंद्र तक की दूरी है जो आप 1 2 3 या 4 और εm पर विचार कर रहे हैं जो आपके पास अनुमानित क्रशिंग तनाव का मूल्य है तो केवल उन उपभेदों के वितरण से जो शेष त्रिकोणीय है जो आप प्रत्येक बार में तनाव क्या है इसका अनुमान लगाने में सक्षम हैं तदनुसार आप अनुमान लगाएंगे की लोच का मापांक तनाव के साथ क्या है यहाँ स्टील के लोच के मापांक का अनुमान करना होगा और आप अनुमान लगाएंगे कि प्रत्येक बार में बल क्या है आप लिमिट स्टेट एप्रोच में थे मॉड्यूलर अनुपात की अवधारणा से बाहर है अब हम विशुद्ध रूप से स्टील के तनाव पर और उपभेदों पर काम कर रहे हैं और फिर स्टील के तनाव और मसोनरी के तनाव पर जा रहे हैं तो यहाँ E आप सीधे स्टील की लोच के मापांक का उपयोग करेंगे लेकिन फिर स्टील के मूल्य का उपज तनाव तक सीमित करें और इसलिए आप एक जांच करेंगे कि εiE f y से अधिक हैं या नहीं यदि ऐसा है तो f y वह मान है जिसे आप स्टील तक सीमित कर चुके हैं तथा आप f y का उपयोग जारी रखेंगे यदि इसकी पैदावार नहीं होती है तो आप उस मूल्य का उपयोग करेंगे जो स्वयं the εiE की गणना से निकलते हैं तो ज्ञात स्टील स्ट्रेस के साथ तो आप जानते हैं f s1 f s2 f s3 f s4 तो इसके बाद आप अनुमान लगा सकते हैं स्टील सलाखों के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रों पर कम्प्रेशन परिणाम क्या हैं एक बार जब वो हो जाता है तब हमें देखना होगा कि योगदान और कम्प्रेशन जो मसोनरी से आ रहा है क्या है लेकिन हमने मसोनरी में क्रशिंग स्ट्रेन स्टेज की जांच करके शुरुआत कर रहे हैं और इसलिए मसोनरी का संकुचित अंत इसके क्रशिंग तनाव पर है यह परम बिंदु पर हैं और इसलिए तनाव ब्लॉक को लाना होगा यहाँ हम पहले से ही क्रशिंग तनाव तक पहुँच चुके हैं और इसलिए मसोनरी संकुचित तनाव नहीं हो सकता जैसा कि हमने पहले किया था जहाँ हम स्ट्रेस ब्लॉक मापदंडों का उपयोग कर रहे हैं वहां हम 085 f m का उपयोग करते हैं और इसलिए मसोनरी में कम्प्रेशन परिणामी Cm 085 f m t 085 c हैं 085 x 085 आपको आयताकार तनाव ब्लॉक पैरामीटर देता है और c फिर से मसोनरी में दीवार की संकुचित लंबाई हैं तो Cm अनुमानित है आपको कुल बल परिणामी अक्षीय बल परिणामी और कुल पल परिणाम का अनुमान मिलता है स्टील रिइंफोर्समेन्ट सलाखों के लिए लीवर आर्म को प्रत्येक बार के लिए कुछ भी नहीं के रूप में अनुमानित किया जाना है लेकिन एज फाइबर से दूरी माइनस दीवार की लंबाई से आधी है जबकि मसोनरी वाले हिस्से के लिए यह आयताकार तनाव ब्लॉक का केन्द्र है जो दीवार की लंबाई के आधे हिस्से के संबंध में हैं तो आपको दो एक्सेंट्रिसिटीज़ मिलते हैं आपके पास M का अनुमान है तो आप आगे कम करना शुरू कर रहे हैं हम मान लें कि पहला चरण समाप्त हो गया है दूसरा चरण आप अनुमान लगा रहे हैं कि एक्सेंट्रिसिटीज़ ऐसे हैं कि संकुचित लंबाई दीवार की लंबाई के बराबर है तो यह उस सीमित चरण पर है जहां से परे उस बिंदु पर क्रॉस सेक्शन में तनाव होने लगता है तो अब सभी चार बार कम्प्रेशन में हैं पूरी लंबाई संकुचित है दबी हुई लंबाई दीवार के एल के बराबर है उस स्टेट के लिए मसोनरी कम्प्रेशन कंप्रेसिव स्ट्रेन को अधिकतम 0003 पर रखते हुए फिर आप अनुमान लगाएंगे कि ज्योमेट्री से बार 1 2 3 और 4 पर संबंधित तनाव क्या है तो आप एक्सेंट्रिसिटीज़ को ठीक कर रहे हैं और फिर उपभेदों धारणा के रैखिक वितरण से संबंधित उपभेदों का अनुमान लगा रहे हैं अनुमान ε 1 ε 2 ε 3 और ε 4 और आगे बढ़ो फिर उस संकुचित लंबाई को कम करें जिसे आप क्रॉस सेक्शन में क्रैकिंग मानते हैं और तब तक आगे बढ़ें जब तक कि खंड पूरी तरह से टूट न जाए या कंप्रेस्ड लंबाई 0 से नीचे आती है तनाव के आधार पर सूत्रीकरण की सुंदरता कि अभिव्यक्ति का एक ही सेट पहले चरण से पूर्ण कम्प्रेशन के अंतिम मंच तक सही है जहां यह पूरी तरह से तनाव में रहने वाला है जहां संभवतः ज्योमेट्री के आधार पर सभी चार पट्टियों में या कुछ पट्टियों की उपज हुई है और कुछ पट्टियों में उपज नहीं हुई है और अंतिम चरण के साथ आपके पास कोई अक्षीय भार क्षमता नहीं होगी केवल क्षण क्षमता और लिमिट स्टेट एप्रोच के लिए पी एम कर्व स्थापित करें तो यह सीधा हैं जो आप पी एम इंटरेक्शन डायग्राम की तुलना लिमिट स्टेट एप्रोच से करेंगे तो जिन चीजों की आप असाइनमेंट में तुलना कर रहे हैं हमारी गणना में कम्प्रेशन रिइंफोर्समेन्ट के प्रभाव पर गौर करना है यहाँ भी कम्प्रेशन रिइंफोर्समेन्ट के योगदान की उपेक्षा की जा सकती है जहाँ भी कम्प्रेशन Cs1 का योगदान है वहां 0 डाल दीजिये कम्प्रेशन Cs2 में और एक बार जब वे तनाव में होते हैं तो उन मूल्यों का उपयोग करते हैं जैसा आपने वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच में किया था तो पहला वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच और लिमिट स्टेट एप्रोच के बीच तुलना को देखना है जो पी एम इंटरैक्शन के संदर्भ में हैं दूसरे पी एम इंटरैक्शन में कम्प्रेशन रिइंफोर्समेन्ट पर कितना प्रभावी है को देखना होगा प्रतिशत वृद्धि क्या है जो आपको सतह में ही मिलती है और तीसरा यह देखना होगा कि मसोनरी की तन्यता ताकत क्या है अगर आप वास्तव में मसोनरी की तन्यता ताकत का उपयोग करते हैं यह इतना सीमांत है कि आप इसे गणना में उपेक्षित कर सकते हैं क्या आपको यह भी विचार करना चाहिए कि अनुमेय तन्यता तनाव में खुद पी एम सहभागिता सतह का अनुमान लगाने की दिशा में मसोनरी और अंत में आप स्टील रिइंफोर्समेन्ट की विभिन्न व्यवस्थाओं को देख सकते हैं यदि आपके पास एक कंसंट्रेटेड स्टील रिइंफोर्समेन्ट अंत में बनाम वितरित स्टील रिइंफोर्समेन्ट तो पी एम परस्पर क्रियाओं को एक ही ज्योमेट्री में कैसे दूर करे जहाँ तक एक ही सामग्री से ताकत का संबंध है तो ये पुनरावृत्तियां हैं जो आप कर सकते हैं और मसोनरी में अक्षीय भार के स्तर से प्रभावित झुकने की क्षमता रिइंफोर्स मसोनरी दीवारों की समझ प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही इस चरण में डिज़ाइन लिंक करना महत्वपूर्ण है अब जैसा कि आप रिइंफोर्सकंक्रीट डिज़ाइन में जानते हैं कि आपके पास विशेष रूप से डिज़ाइन सहायक उपकरण हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के क्रॉस सेक्शन और स्टील रिइंफोर्समेन्ट के विभिन्न ले आउट हैं आपके पास पी एम इंटरेक्शन डायग्राम डिज़ाइन कर्व हैं जो डिज़ाइन एड्स में आसानी से उपलब्ध हैं अब हमारे पास यहां डिज़ाइन एड्स नहीं है और यह ऐसी चीज़ है जिसे हम आने वाले समय में देख सकते हैं हालांकिनियमित रिइंफोर्स कंक्रीट कॉलम क्रॉस सेक्शन की तुलना में मसोनरी वाली दीवार कॉन्फ़िगरेशन अधिक रैंडम हो सकती है तो अलग अलग लंबाई और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिज़ाइन एड्स के एक सेट पर पहुँचना इतना आसान नहीं होने जा रहा हैयह वास्तविकता में बहुत अधिक थका देने वाला है और इसलिए जहां तक डिज़ाइन का संबंध है यह संभव नहीं है आप के लिए मसोनरी संरचना में हर रिइंफोर्स दीवार के लिए एक पी एम इंटरैक्शन कर्व तैयार करना संभव नहीं होगा यह करना एक आदर्श बात हो सकती है और यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने डिज़ाइन भार और इंटरेक्शन सतह के रूप में पूरा नियंत्रण हैं हालाँकि आप पी एम इंटरैक्शन सतह का उपयोग नहीं करेंगे आपको यह जानना होगा कि क्षणों के संयोजन और किसी दिए गए दीवार पर अक्षीय बल के लिए क्या है आपको यह भी जानना होगा कि दीवार में तनाव की स्थिति क्या है क्या आप दीवार की खंडित स्थिति में हैं क्या आप दीवार की अनियत्रित स्थिति में हैं यदि आप संतुलित अनुभाग से परे हैं तो कम्प्रेशन नियंत्रण में हैं और यह निर्धारित करेगा की आप दीवार में कितना स्टील डालने जा रहे हैं जो लोड संयोजन के लिए दीवार के डिज़ाइन को संतुष्ट करेगा इसलिए जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है संतुलित खंड से परे आप प्राथमिक नहीं जानते हैं चाहे आप कम्प्रेशन नियंत्रण या तनाव नियंत्रण अवस्था में हो यह समझने के लिए आपको पुनरावृत्ति प्रक्रिया की आवश्यकता है कि परस्पर क्रिया के किस भाग में आप क्या करते हैं जहां संयोजन होता है और अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त अभिव्यक्तियों का उपयोग करें कि न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ कहाँ है क्योंकि वह ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते हैं आपको अनुमान लगाना होगा कि न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ कहां है और फिर उसके आधार पर वापस जाएं और मसोनरी में तनाव की स्थिति और स्टील में तनाव की स्थिति की जांच करें और सुनिश्चित करे कि वे अनुमेय तनाव से आगे न जाएं और इसलिए न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ क्या है डिज़ाइन प्रक्रिया का अज्ञात हिस्सा है जब आप पी प्लस एम के लिए डिज़ाइन देख रहे हैं तो कोड आपको दो पुनरावृत्तियाँ देता है पुनरावृत्ति प्रक्रियाओं का वर्णन अनुभाग के एनेक्स में उपलब्ध है जो राष्ट्रीय निर्माण कोड में रिइंफोर्स मसोनरी से संबंधित है तो आप इन प्रक्रियाओं में से किसी एक का उपयोग करके देख सकते हैं और हम इनमें से किसी एक पुनरावृत्तियों की प्रक्रिया को देखते हैं और दूसरी पुनरावृत्ति प्रक्रिया की भी जाँच करेंगे ताकि हम दीवार में तनाव की स्थिति का अनुमान लगाने के दृष्टिकोण से परिचित हैंऔर आवश्यक डिज़ाइन की जाँच कर सके तो यह पहली पुनरावृत्ति प्रक्रिया है प्रक्रिया 1 की आप इंटरेक्शन सरफेस पर कहाँ हैं इसकी एक धारणा बनाता है और फिर जब हम कम्प्रेशन नियंत्रित या तनाव नियंत्रित होते हैं तो हमें किन भावों का उपयोग करना चाहिए यह बताता है इसलिए हम यहां फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं हम खोखले ब्लॉक से बने दीवार को देख रहे हैं इसमें स्टील रिइंफोर्समेन्ट की एक निश्चित व्यवस्था है यहां दो छोरों पर स्टील रिइंफोर्समेन्ट के साथ व्यवस्था केंद्रित है तो कुल दीवार की लंबाई l w हैं और आपके पास दोनो छोर पर स्टील है वे फ्लेक्सुरल स्टील हैं आपके पास दीवार के केंद्र के बारे में अक्षीय भार है और आपके पास दीवार पर अभिनय करने वाले बाहरी बलों से आता एक पल है अब आपको kd या तटस्थ अक्ष की गहराई क्या है स्थापित करना है और यह अभी भी काम के तनाव के दृष्टिकोण में है और इसलिए तनावों का त्रिकोणीय वितरण वह है जो हम इन पर गणना में आधार बनाने जा रहे हैं तो आपके पास निचले हिस्से में फ्री बॉडी डायग्राम है और फिर आपके पास झुकने का क्षण और अक्षीय बल हैं तन्य और संकुचित बल हमें अनुमान लगाने होंगे हम मान रहे हैं कि दीवार का हिस्सा क्रैक है और तन्य बल उस क्षेत्र पर कार्य का परिणाम हैं जो तनाव में रिइंफोर्समेन्ट है इसलिए हम दो पट्टियों के केन्द्र को ले जा रहे हैं और यह वह जगह है जहाँ तनाव का परिणाम यानि कम्प्रेशन परिणाम रखा गया हैं त्रिकोणीय कंप्रेसिव स्ट्रेस के वितरण के केंद्र पर है तो आपको कुछ बुनियादी धारणाएँ बनाने की जरूरत है जब आप शुरू करते हैं और फिर वापस जाते हैं और जांचते हैं कि क्या तनाव के वितरण और मूल्यों के लिए धारणाएँ सही है यदि वह धारणा गलत है तो आप वापस जाए और उस मूल धारणा में बदलाव करे कि क्या हम इंटरैक्शन सतह की संकुचित कम्प्रेशन नियंत्रित क्षेत्र में या तनाव नियंत्रित क्षेत्र में हैं हम एक धारणा बनाकर शुरू करें कि हम इंटरैक्शन सतह की कम्प्रेशन नियंत्रित क्षेत्र हैं और हम मानते हैं यह निर्भर करता है कि क्या आपको दीवार के संबंध में अक्षीय भार पर एक्सेंट्रिसिटी मिला है यह गुरुत्वाकर्षण से आने वाला अक्षीय भार है अगर कोई विलक्षणता है तो आपको विचार करने की आवश्यकता है लेकिन अगर P उस दीवार की केंद्र रेखा पर कार्य कर रहा है तब आप तनाव रिइंफोर्समेन्ट के केन्द्र के बारे में क्षण ले सकते हैं तो इस तरफ तनाव रिइंफोर्समेन्ट हैं बाईं ओर आप तनाव के रिइंफोर्समेन्ट केंद्र को लेते हैं और तनाव के रिइंफोर्समेन्ट के केंद्र के बारे में अपने क्षणों को लें इसलिए यहां ड्राइंग में अंकन के संबंध में हम क्षणों के संतुलन को लेते हैं और फिर लोड के कारण पल क्योंकि दीवार में दरार के कारण एक्सेंट्रिसिटी है यह एक्सेंट्रिसिटी का अर्थ होगा कि एक अतिरिक्त या द्वितीय क्षण है जो कि दीवार में दरार से होता है तो उस लिखित के साथ आप मूल रूप से कम्प्रेशन परिणाम को Fm तनाव के त्रिकोणीय वितरण के संदर्भ में लिख सकते हैं क्योंकि जब से हम कम्प्रेशन नियंत्रण मान रहे हैं हम अनुमेय कम्प्रेस्सिवे स्ट्रेस पर हैं आपको kd में क्वाड्रटिक एक्वेशन मिलेगी तो आपने जो अनुमान बनाया है उसमे आपको kd का अनुमान लगाना होगा और इसके लिए kd जो आप स्थापित करते हैं उसमे तनाव की स्थिति क्या है जाँचनी होंगी तो अब एक अभिव्यक्ति है जो हमें kd में एक द्विघात दे सकती है जिसे आप हल कर सकते हैं और kd का मान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आपको इस अभिव्यक्ति को हल करना है यदि आप उन मूल्यों को देखते हैं जिन्हें आपको प्लग इन करने की आवश्यकता है आपको दीवार के आयामों की आवश्यकता है आप दीवार के आयामों को अंतिम रूप देते हैं आप को स्टील रिइंफोर्समेन्ट का अनुमान लगाने की आवश्यकता होगी आपको पहले अपने डिज़ाइन में स्टील रिइंफोर्समेन्ट तय करने की आवश्यकता है और कुछ धारणा की बार डायग्राम क्या है और बार का स्थान आवश्यक हो जाता है क्योंकि आपका d उस विकल्प से प्रभावित हो जाएगा तो आपको यह जानना होगा कि अक्षीय बल क्या है बाहरी पल लंबाई चौड़ाई और मोटाई जो दीवार पर कार्य कर रहा है और दीवार का dमसोनरी में अनुमेय कम्प्रेस्सिवे तनाव और वह धारणा जो आप d के लिए चाहते हैं और इसलिए आपका स्टील रिइंफोर्समेन्ट कॉन्फ़िगरेशन मायने रखता है उन मान के साथ आप kd के लिए हल कर सकते हैं और kd का मान क्या है स्थापित कर सकते हैं अब एक बार जब आप इस kd को स्थापित करते हैं आप जानते हैं कि कम्प्रेशन परिणाम C kd के संदर्भ में लिखा गया है kd के कार्य के रूप में आप kd हल कर सकते हैं और फिर कम्प्रेशन परिणामी ज्ञात और पी ज्ञात के साथ आप स्थापित कर सकते हैं कि टी क्या है और अब जांच का एक तरीका है कि क्या आपकी पहली धारणा कि कम्प्रेशन इंटरेक्शन नियंत्रित करता है वैध है या नहीं इसलिए जब से आप कम्प्रेशन नियंत्रित स्थिति को देखते थे कम्प्रेसिव तनाव के आधार पर आप तनाव अनुकूलता से स्थापित करेंगे कि स्टील के तनाव क्या हैं स्टील के तनाव स्थापित होते हैं हम वर्किंग स्ट्रेस एप्रोच के दृष्टिकोण में हैं यहाँ n स्टील के ठोस अनुपात में मॉड्यूलर अनुपात हैं मसोनरी में तनाव की स्थिति क्या है स्थापित करने के बाद तुम fs स्थापित करते हो Fm को मसोनरी में अनुमेय कम्प्रेस्सिव तनाव में तनाव माना जाता है तो अब fs का एक अनुमान है हालाँकि अगर f s का यह अनुमान अनुमेय स्टील में तन्य तनाव से बड़ा है फिर आपकी धारणा गलत है कि कम्प्रेशन नियंत्रण करता है तो इस अवस्था में f s के साथ जाँच करना चाहते हैं अगर यह f s अनुमेय स्टील का तनाव F s से कम है यदि अनुमेय स्टील तनाव F s से बड़ा है तो आप सही धारणा के साथ काम कर रहे हैं वास्तव में लोड संयोजन ऐसा है जो इंटरेक्शन सरफेस मसोनरी कम्प्रेस्सिव तनाव अभी भी नियंत्रित करता है और इसलिए अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिज़ाइन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टील का क्षेत्र क्या है जो आवश्यक है तो तनाव बल से स्टील के क्षेत्र का अनुमान है कि आप स्टील में तनाव से विभाजित अनुमान लगाया है स्टील में तनाव स्टील में वास्तविक तनाव है स्टील में अनुमेय तन्यता तनाव से कम हैं इसलिए यदि यह सच है तो चक्र समाप्त हो जाता है और आपने स्थापित कर लिया है कि स्टील की कितनी आवश्यकता है इंटरेक्शन के लेखांकन के लिए जो इंटरेक्शन को ही संतुष्ट करें हालांकि अगर स्टील में तनाव f s अनुमेय स्टील तनाव से अधिक है तो आपकी मूल धारणा है कि मसोनरी कंप्रेसिव स्ट्रेस गवर्नेंस गलत है और आपको वापस जाना होगा और संशोधन करना होगा क्योंकि आपके द्वारा स्थापित किया गया kd अब गलत kd है तो इस मामले में आपको वापस जाना होगा और तनाव नियंत्रित परिदृश्य का उपयोग करना शुरू करना होगा और तनाव नियंत्रण परिदृश्य जांच करने के लिए फिर से fs का मूल्य अनुमति तन्यता तनाव से भी कम है और फिर अगर यह सही है तो कम्प्रेस्सिव तनाव क्या है स्थापित करें और गणना बंद करें उस स्थिति के लिए आवश्यक स्टील रिइंफोर्समेन्ट की मात्रा स्थापित करें इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें अब एक तनाव नियंत्रित परिदृश्य को देखना होगा और तनाव नियंत्रण परिदृश्य Fs से अनुमति तन्य तनाव तक आप f m का मान कितना है की गणना करेंगे लेकिन आपको स्टील की मात्रा का अनुमान लगाने की आवश्यकता है आपको मसोनरी कम्प्रेस्सिव तनाव के अनुमान की भी आवश्यकता है तो हम वास्तव में मसोनरी कंप्रेसिव स्ट्रेस अभी भी नियंत्रित करता है यह मानकर गणना का यह हिस्सा शुरू कर सकते हैं और उस तनाव को विभाजित करें जो आप स्वीकार्य स्टील तन्यता तनाव के साथ संतुलन से प्राप्त कर रहे हैं जो संतुलन स्थापित हैंT क्या है और T के साथ Fs विभाजित करे और स्टील का ट्रायल क्षेत्र मिलता है क्योंकि पिछली गणना से जो आपने kd स्थापित की है वह गलत है और स्टील का क्षेत्र गलत है और इसलिए अब आपको कुछ प्राप्त करने और शुरू करने की आवश्यकता है और इसलिए स्टील का परीक्षण क्षेत्र पाने के लिए आप तनाव बल को ले जा रहे हैं जिसे आप स्टील में स्वीकार्य तनाव से विभाजित करके पहुंचे हैं क्योंकि अब स्टील में स्वीकार्य तनाव शासन कर रहा है तनाव नियंत्रण स्टील का एक परीक्षण क्षेत्र प्राप्त करते हैं और फिर अपनी गणना शुरू करते हैं आप बार ले आउट या बार आयाम बदलना चाह सकते हैं आपका d बदल जाएगा जांचें कि क्या जो d आप पहले से उपयोग कर रहे हैं वो अभी भी उपयोग करने के लिए संभव है और फिर कुल कम्प्रेस्सिव तनाव परिणामी के रूप में बल और अक्षीय बल जो दीवार पर कार्य कर रहा है यह कम्प्रेस्सिव और तनाव झुकने के कारण ही है आपको वास्तव में द्वितीय प्रभावों के लिए ध्यान देना होगा वहाँ केन्द्र शिफ्ट की दीवार शिफ्ट खंडित हो रही हैं जिसकी वजह से एक एक्सेंट्रिसिटी लागत है और अक्षीय बल के कारण वहाँ माध्यमिक क्षण होंगे तो आप माध्यमिक क्षणों के लिए जाते हैं और बाहरी पल जो दीवार पर अभिनय कर रहा हैं और फिर कम्प्रेशन फाॅर्स स्थापित करें जिसके लिए आप गणना करने जा रहे हैं तो स्टील का क्षेत्र जो आप अपनी गणना में उपयोग करने जा रहे हैं वह स्टील का क्षेत्र है जो आपने पिछले चरण में अनुमान लगाया है प्लस अनुमेय तनाव F s द्वारा विभाजित अक्षीय बल हैं तो द्वितीय प्रभाव तनाव बल के साथ साथ अक्षीय बल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण हैं T प्लस P डिवाइडेड बाय F s तो यह स्टील का एक अनुमान बन जाता है जो अपनी गणना में उपयोग करने जा रहे हैं स्टील के इस क्षेत्र के लिए आरएचओ दीवार में ही स्टील का प्रतिशत प्रभावी है effective डिवाइडेड बाय bd जहां बी चौड़ाई है दीवार की मोटाई की और डी प्रभावी गहराई है उस अभिव्यक्ति के साथ अब आप k के मान का अनुमान लगाएँ और कम्प्रेशन के त्रिकोणीय वितरण में इसी j का कम्प्रेशन के त्रिकोणीय वितरण में j 1 k 3 हैं फिर से तुम एक द्विघात को हल कर रहे हो और k का मान प्राप्त करना अब यह k इस प्रकार स्थापित है अगर यह तन्य तनाव और स्टील की आवश्यकता Fs से कम संतुष्ट करता है तो आप वास्तव में निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो आप अनुमान लगाते हैं कि यहाँ स्टील में तन्यता तनाव क्या है स्टील में यह तन्य तनाव Fs की तुलना में अधिक नहीं होना चाहिए तो fs की गणना उसी क्षण से की जाती है जिस कुल क्षण में आपके पास स्थानांतरण के कारण माध्यमिक क्षण है एक्सेंट्रिसिटी की वजह से क्रैकिंग प्लस बाहरी के कारण विलक्षण क्षण kd और j की गणना से आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्टील में तनाव क्या है और स्टील में तनाव कुल पल के रूप में विभाजित स्टील के प्रभावी क्षेत्र द्वारा विभाजित j ईंटू d में हैं और यह उन मान्यताओं के मूल सेट को पूरा करना चाहिए जो आपने प्रभावी तनाव क्या है और संतुलन से तनाव क्या है इसकी शर्तें के साथ बनाए हैं तो एक बार यह प्रमाणित हो चुका है fs के साथ जाना जाता आप अनुमान लगा सकते हैं कि मसोनरी तनाव क्या है और तनावों के त्रिकोणीय वितरण के साथ आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसके द्वारा दिया गया है तो आप मसोनरी संकुचित तनाव में तनाव का अनुमान लगा रहे हैं और यह मूल्य फिर से f m के मूल्य से कम होना चाहिए जो मसोनरी में अनुमेय कंप्रेसिव तनाव हैं तो fs जो आपने अनुमान लगाया हैं अगर वो अनुमति तन्य स्टील के तनाव की तुलना में कम है तब आप अपनी यात्रा रोक सकते हैं लेकिन अगर f s अधिक है तो आपको बार के आकार को बदलना होगा जिसका अर्थ होगा कि आपको फिर से कुछ बदलाव विन्यास या d के मान में करने होंगे तो आपको अतिरिक्त बार या बड़े बार की आवश्यकता हो सकती है fs के लिए जो कम या Fs के बराबर हैं आपको स्टील के तनाव को कम करने की जरूरत है अपने d को अपडेट करें और अगर d अपडेट हो रहा है तो kd का अनुमान बदल जाएगा और फिर आपका k और j बदल जाएगा और फिर आपको अपने M' के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और फिर M' के मूल्य के लिए फिर fs की गणना की जानी है स्टील के प्रभावी क्षेत्र की गणना की जानी चाहिए और मसोनरी के तनाव का मूल्यांकन करना होगा तो यह पुनरावृत्ति दृष्टिकोण है जो आपको मान्यताओं के सेट के माध्यम से ले रहा है आप इंटरेक्शन सतह के किस क्षेत्र में हैं यह निहित संदर्भ है लेकिन इंटरेक्शन सतह का कोई सीधा उपयोग नहीं है द्वितीय दृष्टिकोण जो हम बाद में चर्चा करेंगे वो वास्तव में आप किस क्षेत्र में हैं यह पहचान करता है और फिर गैर आयामी पैरामीटर M Pd का उपयोग करते है यह अनुमान लगाने के लिए कि इंटरैक्शन के लिए स्टील की कितनी आवश्यकता है पी एम लोड संयोजन में ही तो यह पहली पुनरावृत्ति दृष्टिकोण है आप कोई भी पुनरावृत्ति दृष्टिकोण चुनने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन यह अज्ञात स्थिति के कारण आवश्यक है खासकर जब आप रिइंफोर्स मसोनरी क्रॉस सेक्शन के संतुलन बिंदु से परे देख रहे हों तो पहला पुनरावृत्ति दृष्टिकोण के साथ यहां रोकेंगे और दूसरा पुनरावृत्ति दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं और फिर कुछ डिज़ाइन उदाहरण प्राप्त करें जो आपको बताएंगे कि इन पुनरावृत्तियों को कैसे बनाते हैं और दीवार पर पी और एम की मांग के आधार पर आप इन पुनरावृत्तियों को क्यों बनाते हैं